छात्रों का स्वागत है इसलिए अब सीमांत लागत का एक और अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे और यह अनुप्रयोग निर्णय निर्मित करने या खरीदने के संबंध में है कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई फर्म अपना उत्पाद बाजार में पेश करती है तो वे कभी कभी बाजार से अलग अलग इनपुट खरीद लेते हैं और कुछ इनपुट वे खुद बनाते हैं और फिर उन सभी के साथ खरीदे गए और निर्मित इनपुट को इकट्ठा करके हम तैयार उत्पाद को आकार देते हैं उदाहरण के लिए कार निर्माण करने वाली कंपनियां वे सब कुछ खुद नहीं बनाती हैं उत्पादों का हिस्सा कारों के घटक का हिस्सा वे स्वयं निर्माण करती हैं उदाहरण के लिए जैसे गियरबॉक्स है वे कंपनी स्वयं निर्माण करती हैं क्योंकि यह मुख्य हब है उस वाहन की मुख्य तकनीक है और यह वो है जिसे आप इसे उस कंपनी की यूएसपी कह सकते हैं जिसे वे किसी के साथ साझा नहीं करते हैं और वे इसे स्वयं निर्मित करते हैं लेकिन उदाहरण के लिए दूसरा भाग जैसे आप विंडो पैनल या शायद रबर के पुर्ज़े के रूप में कहते हैं या शायद कुछ स्टील के सामान भी हैं टायर ट्यूब इत्यादि सब कुछ वे इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यह अलग अलग उत्पाद स्वतंत्र रूप से है और कंपनी उन उत्पादों का उपयोग कर रही है और इन अतिरिक्त इनपुट को वे बाजार से खरीदना पसंद करते हैं या कुछ मामलों में कहें कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण कंपनी में हो सकता है कि जब कंपनियां कुछ चीज़े स्वयं निर्माण करती हैं तो जैसे सैमसंग सोनी एलजी के टीवी देखें वे सब कुछ स्वयं निर्माण नहीं कर रहे हैं वे कभी कभी पिक्चर ट्यूब या शायद टीवी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं या प्रोसेसर का निर्माण करते हैं लेकिन अन्य उत्पाद या इनपुट्स वे खरीदते हैं उदाहरण के लिए सर्किट ले ले या उनके कैबिनेट हैं कभी कभी पिक्चर ट्यूब भी होते हैं वे इसे बाजार से तैयार कराते हैं क्योंकि कभी कभी वे विश्लेषण करते हैं कि यदि वे इसे खुद निर्मित करते हैं और फिर तैयार उत्पाद में उपयोग किया जाता है और यदि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति से बाजार से खरीदते हैं जिसे इसमें अतिरिक्त विशेषज्ञता प्राप्त है और वह बाजार में केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहा हैं इसलिए इसे तैयार करने और इसे तैयार उत्पाद के लिए उपयोग करने के बजाय बाजार से तैयार किए गए उत्पादों को खरीदना बेहतर है क्योंकि अगर आपने उदाहरण के लिए कहा कि एक कंपनी पिक्चर ट्यूब का निर्माण कर रही है तो वे केवल एक उत्पाद एक इनपुट एक घटक पिक्चर ट्यूब है और उसी पिक्चर ट्यूब का निर्माण हो रहा है यदि वे स्वयं सैमसंग द्वारा निर्मित हैं या किसी व्यक्ति से खरीदे हैं या कंपनी जो केवल पिक्चर ट्यूब का निर्माण कर रही है और सैमसंग पिक्चर ट्यूब सहित सभी इनपुट का निर्माण कर रहा है और एक कंपनी है जो केवल पिक्चर ट्यूब का निर्माण कर रही है तो उसकी विशेषज्ञता बाजार में अधिक होगी जो कंपनी एकल उत्पाद पिक्चर ट्यूब का निर्माण कर रही है क्योंकि वे उस उत्पाद के विशेषज्ञ हैं जो कि सैमसंग नहीं है सैमसंग पिक्चर ट्यूब का निर्माण भी कर सकता है लेकिन अगर इसे दो कारणों की वजह से बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ता से ख़रीदा जाता है तो नंबर एक उनकी विशेषज्ञता है और दूसरी चीज उनके द्वारा की जाने वाली उत्पादन की मात्रा है क्योंकि वे कई अन्य कंपनियों में आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं इसलिए जब उस आपूर्तिकर्ता की उत्पादन मात्रा बढ़ जाती है तो प्रति यूनिट लागत में कमी आती है जो कि सैमसंग के लिए संभव नहीं हो सकता है इसलिए कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ हमें निर्णय लेना पड़ता है जैसे कि बनाना है या खरीदना है और यहाँ सीमांत लागत उन निर्णयों को बनाने में भी मदद करती है तो हम इस प्रकार के निर्णय लेने में सीमांत लागत का उपयोग कैसे कर सकते हैं यह जानकारी यहाँ दी गई है और इस समस्या की मदद से हम इस निर्णय प्रक्रिया को लेना सीखेंगे अब समस्या क्या है एक फर्म बाहरी स्रोत से 11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अलग अलग हिस्सा स्पेयर भाग खरीद सकता है एक प्रस्ताव है कि स्पेयर भाग का उत्पादन कारखाने में ही किया जाये एक प्रस्ताव है कि 20000 यूनिट की वार्षिक क्षमता के साथ 100000 रुपये की लागत वाली मशीन के उपयोग से कारखाने में ही स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन किया जाएगा और इसका मशीन 10 साल का जीवन होगा वर्तमान में हम इसे बाजार से खरीद रहे हैं और प्रति यूनिट हम किस कीमत पर भुगतान कर रहे हैं 11 रुपये प्रति यूनिट सही और यदि आप इसे इन हाउस बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है हमें कुछ निश्चित लागत का भुगतान करना होगा निश्चित लागत मशीन के रूप में होती है जिसे हमें खरीदना होता है और उस मशीन की कीमत हमें 100000 रुपये होती है और यह मशीन 20000 यूनिट बना सकती है इसलिए हमें इस मशीन को खरीदना होगा सबसे पहले निश्चित लागत का दूसरा घटक एक फोरमैन होगा और 500 रुपये प्रति माह के मासिक वेतन के साथ एक फ़ोरमैन को लगना होगा जिसका मासिक वेतन 500 रुपये होगा वार्षिक खर्च 6000 रुपये का है जिस पर हमे काम करना है फिर इन दो खर्चों के अलावा मशीन की लागत और फोरमैन के अलावा आवश्यक सामग्री 4 रुपये प्रति यूनिट और मजदूरी 2 रुपये प्रति यूनिट सामग्री की आवश्यकता होगी और परिवर्तनीय ओवरहेड प्रत्यक्ष श्रम का 150 प्रतिशत है मतलब इस मामले में 3 रुपये प्रति इकाई का है फर्म बाजार से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से आसानी से धन जुटा सकती है इसलिए इस फर्म को सलाह दें कि क्या प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं क्या हमें इस उत्पाद का निर्माण स्वयं शुरू करना चाहिए या क्या हमें इसे बाजार से 11 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदना जारी रखना चाहिए अब हमें इस स्थिति के संबंध में निर्णय लेना है जहां हमें दो विकल्प के बीच में निर्णय करना है कि उत्पाद बनाने है या उत्पाद खरीदने है हम इस निर्णय को कैसे कर सकते हैं आइए इस विश्लेषण को करते हैं और फिर यह समझने की कोशिश करते हैं कि तकनीक के रूप में सीमांत लागत कैसे निर्णय लेने या खरीदने में उपयोगी हो सकती है इसलिए यहां अब क्या होने जा रहा है मैं कह रहा हूं कि यह दी गई जानकारी है यह मामला नहीं है कि एक निश्चित लागत पहले से ही खर्च की गई है नहीं हमें यहां निश्चित लागत का खर्च उठाना पड़ता है और इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त ख़र्चों की आवश्यकता होती है इसलिए दोनों खर्चा उठाना पड़ेगा क्योंकि आप इस क्षमता को एक नए सिरे से जोड़ने जा रहे हैं आप निश्चित लागत को भी चुकाने जा रहे हैं और आप परिवर्तनीय लागत को भी पूरा करने जा रहे हैं इसलिए कुल लागत हमें ध्यान में रखनी होगी और फिर हमें उन घटकों की आवश्यकता और क्षमता के संबंध में भी निर्णय लेना होगा जो कि स्पेयर पार्ट भी हैं और फिर हम कहते हैं कि क्या हमें इसे स्वयं बनाना चाहिए या हमें इसे बाजार से इसे खरीदना जारी रखें इसलिए हम यहां दो लागतों को जोड़ने जा रहे हैं ठीक है एक लागत निश्चित लागत है इसलिए अब हम बढ़ी हुई निश्चित लागत की गणना करेंगे पहली बात यह है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो हम इस हिस्से को करने जा रहे हैं इसलिए हम इस निश्चित लागत की गणना करने जा रहे हैं बढ़ी हुई लागत क्योंकि हम यहां क्षमता जोड़ने जा रहे हैं सबसे पहले निश्चित लागत का पहला हिस्सा मशीन बनने वाला है तो मशीन कितने की होने वाली है 100000 रुपये और मशीन का जीवन क्या है तो इसका मतलब है कि आपको मशीन के मूल्य ह्रास की गणना 100000 रुपये के लिए है जो 10 वर्षों के लिए हमारे साथ होने वाली है इसलिए इसका मतलब है कि मूल्य ह्रास की मात्रा क्या है जो पहले वर्ष के लिए निर्धारित लागत का निश्चित हिस्सा होगा रुपये 10000 क्योंकि आप पहले साल में ही मशीन की इस लागत को 100000 रुपये वसूलने वाले नहीं हैं आप अगले 10 वर्षों के लिए इस मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं यह अगले 10 वर्षों तक हमारे साथ रहने वाला है इसलिए कुल निश्चित लागत की गणना करने के लिए लागत का केवल दसवाँ हिस्सा यहां जोड़ा जाएगा ताकि आप कह सकें कि पहला हिस्सा लागत मशीन का मूल्य ह्रास है यह 10000 रुपये है इसलिए यह 10000 रुपये है ख़र्चों में दूसरा प्रमुख कारक क्या है व्यय का दूसरा प्रमुख कारक यह है कि यह स्पष्ट रूप से समस्या में दिया गया है कि यदि आप इस क्षमता को जोड़ना चाहते हैं तो हमें एक फोरमैन को नियुक्त करना होगा और यहां फोरमैन का वेतन कितना होना चाहिए 500 रुपये प्रति माह तो एक वर्ष के लिए कितना है यानी 6000 रुपये और व्यय का तीसरा प्रमुख कारक क्या होने जा रहा है व्यय का तीसरा प्रमुख कारक वित्तीय व्यय होने जा रहा है वित्तीय व्यय यह है कि हम 100000 रुपये लगाते हैं तो हम बाजार से इस पैसे को उधार लेने जा रहे हैं और हमें इस पर ब्याज 10 प्रतिशत की दर से चुकाना होगा जब तक कि हम इस राशि का भुगतान स्रोत पर वापस नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपको वित्तीय लागत को भी जोड़ना होगा जो एक निश्चित लागत होगी क्योंकि क्या आप एक मशीन का उपयोग करते हैं क्या आप इस लागत का भुगतान करने वाली मशीन का उपयोग नहीं करते हैं इसलिए यह कहना है कि ब्याज लागत यह पूँजी पर ब्याज है यह पूँजी पर ब्याज है कि पूँजी पर कितना ब्याज होने वाला है 10000 रुपये पूँजी पर ब्याज 10000 रुपये है तो बढ़ी हुई निश्चित लागत क्या है आप इसे निर्धारित लागत कह सकते हैं यह बढ़ी हुई निर्धारित लागत कितनी है 10 प्लस 6 प्लस 10 26000 रुपये है रुपए 26000 यह मशीन की कुल निर्धारित लागत है अब उसके बाद हमें परिवर्तनीय लागत भी लगानी होगी और अगर आपको परिवर्तनीय लागत भी लगानी है तो हमें कुछ परिवर्तनीय खर्च भी करने होंगे और यदि आप परिवर्तनीय ख़र्चों के बारे में बात करते हैं तो सामग्री लागत ४ रुपए प्रति यूनिट होगी मजदूरी हमारे लिए 2 रुपये प्रति यूनिट की लागत हो सकती है और परिवर्तनीय ओवरहेड्स के कारण हमें 3 रुपये प्रति यूनिट मिलेंगे क्योंकि यह प्रत्यक्ष श्रम का 150 प्रतिशत है और फर्म इस पूँजी को आसानी से जुटा सकती है इसलिए हम पहले ही कह चुके हैं कि इस राशि का पूंजीगत ब्याज पर असर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि इस मामले में हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं अब प्रति यूनिट के योगदान की गणना करने के लिए आप इसे अतिरिक्त सीमांत लागत के रूप में कह सकते हैं आइए हम सीमांत लागत या परिवर्तनीय लागत के बारे में बात करते हैं परिवर्तनीय लागत कितनी होगी यह प्रत्यक्ष सामग्री लागत होने जा रही है यह कितना है 4 रुपये प्रति यूनिट है तो क्या प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है यह प्रति यूनिट 2 रुपये होने जा रहा है और अब हम परिवर्तनीय ओवरहेड के बारे में बात करते हैं और परिवर्तनीय ओवरहेड कितने हैं 3 रुपये प्रति यूनिट कितना दिया जाता है यह कह रहा है कि परिवर्तनीय ओवरहेड प्रत्यक्ष श्रम का 150 प्रतिशत है ठीक है तो अब आप गणना कर सकते हैं कि आपकी परिवर्तनीय लागत क्या है यह 6 प्लस 3 है यह 9 रुपये है रुपये 9 परिवर्तनीय लागत होने जा रहा है और बिक्री मूल्य क्या है जिसे हम बाजार से खरीद रहे हैं जिस कीमत पर हम बाजार से उत्पाद खरीद रहे हैं खरीद मूल्य कितने रुपये है 11 प्रति यूनिट इसलिए यदि आप इसे बाजार से खरीद रहे हैं तो हम 11 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीद रहे हैं यदि हम खुद का निर्माण कर रहे हैं तो हम 9 रुपये में निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ उपलब्ध कंट्रीब्यूशन क्या है एक कंट्रीब्यूशन जो रुपये 2 की बचत हो सकती है यूनिट खरीद मूल्य और विनिर्माण मूल्य की तुलना करते हुए जो कि 2 रुपए प्रति यूनिट है इसलिए यदि हम उत्पाद का निर्माण शुरू करते हैं तो हमारे पास प्रति यूनिट 2 रुपये का अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि हमारे उत्पादन की लागत 9 रुपये होगी जो हम बाजार में भुगतान कर रहे हैं 11 रुपये है इसलिए हम कंट्रीब्यूशन के रूप में 2 रुपये बचाने जा रहे हैं इस मामले में और यहाँ अब हमें इस उत्पाद के निर्माण के लिए जाना चाहिए या नहीं इसके अलावा परिवर्तनीय लागत के 9 रुपये हमारे यहां निर्धारित लागत 26000 रुपये है और अब आपको इसे कंट्रीब्यूशन से विभाजित करना होगा कि हम कितना बचत कहते हैं इसलिए यह कहा जा रहा है कि 13000 का मान कुछ ऐसा होगा जो कि 13000 इकाई है तो इस 13000 इकाइयों से क्या मतलब है यह उत्पादन की न्यूनतम मात्रा है निर्णय लेने के लिए उत्पादन की न्यूनतम मात्रा आवश्यक है यदि आप यह निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें बाजार में निर्माण और उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि हमें 26000 रुपये की निर्धारित लागत को जोड़ना है और हम 2 रुपये प्रति यूनिट की बचत करने जा रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि उपलब्ध 26000 रुपये की अतिरिक्त लागत को विभाजित करके 2 रुपये प्रति यूनिट है जो कि 13000 है निर्मित किया जा सकता है या निर्मित होने के लिए आवश्यक होगा ठीक है 13000 इकाइयों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी इसलिए इस मामले में संयंत्र की क्षमता मशीन की क्षमता 20000 यूनिट है इसलिए आप इस मामले में यहां कैसे निर्णय लेंगे हमने इस मूल्य का पता लगा लिया है और यह मान कह रहा है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता 13000 इकाइयों का उपयोग करना है इसलिए यदि हम 13000 इकाइयों का निर्माण और उपयोग कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि अंतिम निर्णय यह होगा कि इसका निर्माण किया जा सकता है और इस अतिरिक्त भाग के घटक की फर्म की एक वर्ष की आवश्यकता में 13000 न्यूनतम इकाइयों का उपयोग किया जा सकता है स्वीकार किया जाए अन्यथा आपको बाजार से उत्पाद खरीदना जारी रखना चाहिए क्योंकि निर्धारित लागत पहले पूरी करनी होगी यदि अतिरिक्त निर्धारित लागत को लागू करने की आवश्यकता नहीं है तो कोई समस्या नहीं है तो हम आसानी से इसके लिए जा सकते हैं क्योंकि विनिर्माण बहुत बेहतर और आसान और संभव है और जैसा कि आप इसे बाजार से खरीद रहे हैं और हमारे पास 2 रुपये की भी बचत होने वाली है लेकिन चूँकि हमें निर्धारित क्षमता को भी स्थापित करना पड़ता है और उस लागत की आवश्यकता 26000 है इसलिए इसका मतलब है कि आपको बाजार में 13000 यूनिट के निर्माण और बिक्री की न्यूनतम आवश्यकता है यदि आप ऐसा करते हैं तो यह ठीक है अन्यथा यदि ऐसा न करें तो यह निर्णय लेने और उत्पाद का निर्माण शुरू करने की कोई संभावना नहीं है तो इस तरह से आप खरीद या उत्पाद बनाने या खरीदने या उत्पाद बनाने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं ठीक है अब हम दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं एक और समस्या जिसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे समझने की कोशिश करेंगे और यह समस्या एक प्रमुख या सीमित कारक के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में है इसलिए इस मामले में हमें दो प्रकार की जानकारी दी जाती है हमें उत्पाद A की प्रति इकाई लागत और उत्पाद B की प्रति इकाई लागत दी जाती है और समस्या निम्नलिखित आंकड़ों से होती है जो केवल उत्पाद की प्रक्रिया करता है आप फ़ैक्टरी समय में प्रमुख कारक होने की सलाह देते हैं निम्नलिखित डेटा निम्नलिखित प्रक्रियाओं से कि आप किस फैक्ट्री में फैक्ट्री टाइम में निर्मित होने की सलाह देंगे तो अगर दो उत्पाद हैं जो हम उत्पाद ए और उत्पाद बी का निर्माण कर रहे हैं तो कारक को सीमित करने का क्या मतलब है मैंने आपको पहले ही बता दिया है लेकिन हमें याद रखें कि यह सीमित कारक एक महत्वपूर्ण है या सीमित कारक कुछ प्रकार का इनपुट है इनपुट सामग्री के संदर्भ में हो सकता है इनपुट श्रम के संदर्भ में हो सकता है इनपुट शक्ति के संदर्भ में हो सकता है इनपुट पानी के संदर्भ में हो सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि कोई इनपुट बहुत आवश्यक है यदि यह बहुत जरूरी है तो हमें उसके संदर्भ में सोचना होगा कि क्या यह वोल्यूम में या आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं है उदाहरण के लिए यदि आप विनिर्माण उत्पाद A और B के लिए सामग्री की 20000 इकाइयाँ चाहते हैं और केवल हमारे पास 15000 इकाइयाँ उपलब्ध हैं तो इसका मतलब है कि हमें यह तय करना होगा कि इस कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए हमारे लिए 5000 इकाई से कम पर उपलब्ध है इसलिए केवल 15000 इकाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं इसलिए हमें इसका निर्णय करना होगा यदि आप उदाहरण के लिए प्रति उत्पाद 7500 इकाई का उपयोग करें इसलिए यह संभव हो सकता है कि उत्पाद बी की तुलना में उत्पाद ए अधिक लाभदायक है इसलिए यदि आप समान रूप से उस स्थिति में उत्पादों और इकाइयों की संख्या दोनों का निर्माण कर रहे हैं तो हम उपलब्ध लाभप्रदता के योगदान के साथ समझौता कर रहे हैं तो क्या उत्पाद A की कुल 10000 इकाइयों का निर्माण करना संभव है और उत्पाद A की कुल 10000 इकाइयों के लिए सामग्री का उपयोग करना और सामग्री की शेष 5000 इकाइयों का उपयोग उत्पाद बी के लिए किया जा सकता है क्या यह संभव है या यह होने जा रहा है या नहीं क्योंकि अगर कोई सीमित कारक नहीं है तो आप दोनों उत्पादों ए और बी का निर्माण कर सकते हैं लेकिन चूंकि एक सीमित कारक है अब यहाँ सीमित कारक क्या है हमारे द्वारा दिए गए सीमित कारक सभी प्रोसेसर के निम्नलिखित आंकड़ों से है कि आप कौन से उत्पाद को फैक्ट्री समय में निर्मित करने की सिफारिश करेंगे जो कि मुख्य फैक्ट्री का समय सीमित कारक होगा हमारे पास पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है उदाहरण के लिए हमारे पास केवल 24 घंटे हैं और हम दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि उन 18 घंटों में कितने समय का मतलब उत्पाद ए को दिया जाना चाहिए और कितना उस समय को उत्पाद B को दिया जाना चाहिए हमें यह तय करना होगा कि समय की उपलब्धता की सीमित मात्रा यहाँ सीमित कारक का मुख्य कारक है इसलिए यदि आप इस मामले में यहाँ निर्णय लेते हैं तो हमें इस संदर्भ में बात करने दें कि आप निर्णय कैसे लेंगे आप उत्पादों से कंट्रीब्यूशन की गणना के रूप में निर्णय लेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए है और यहां हमारे पास बी है और यहां हमारे पास विवरण है ठीक है हमारे यहाँ क्या विवरण दिए गए हैं यदि आप उन विशेष को देखते हैं जो हमारे पास प्रत्यक्ष सामग्री लागत है और यह 24 और 14 है तो यह प्रत्यक्ष सामग्री लागत है अगले खर्च क्या है प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है प्रति घंटे प्रत्यक्ष श्रम लागत जो हमें 2 रुपये और 3 रुपये प्रति घंटे और परिवर्तनीय ओवरहेड्स 2 रुपये प्रति घंटे दी जाती है तो इसका मतलब है कि यहां लागत क्या है 1 रुपये प्रति घंटे की दर से श्रम लागत 3 रुपए के लेबर में 2 रुपए लेबर की जरूरत होती है तो यह श्रम के लिए 2 रुपये और आवश्यक श्रम के लिए 3 रुपये है और फिर हमें यह कहना होगा कि इस लागत का अगला प्रमुख परिवर्तनीय लागत है जो ओवरहेड लागत है जो 4 और 6 है इसलिए परिवर्तनीय ओवरहेड लागत और कितना जोड़ें डबल सिर्फ 4 और यह 6 है क्योंकि यह श्रम के प्रति रुपये के 2 रुपये प्रति यूनिट है यह 2 रुपये प्रति श्रमिक का है जो परिवर्तनीय ओवरहेड है तो यह हमें यहाँ दिया गया है कुल सीमांत लागत कुल परिवर्तनीय लागत हमें दी गई है तो कुल परिवर्तनीय लागत क्या है यह कहना है 24 प्लस 2 26 प्लस 4 यह 30 रुपये है और यह कितना है यह 17 प्लस 6 23 रुपये है अब विक्रय मूल्य क्या है प्रति यूनिट बिक्री मूल्य हमें दिया जाता है और प्रति इकाई बिक्री मूल्य 100 रुपये और 110 रुपये है तो अब आप योगदान की गणना कर सकते हैं यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है 70 रुपये प्रति यूनिट इस मामले में हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है यह 87 रुपये होने जा रहा है हाँ यह 87 रुपये का कंट्रीब्यूशन है और अब समय सीमित कारक है उत्पादन करने का मानक समय कितना है यह हमें 2 घंटे और 3 घंटे के लिए दिया जाता है यह समय हमें दिया जाता है तो आपको यहाँ क्या करना है आपने प्रति यूनिट लागत कंट्रीब्यूशन की गणना की है जो आपको यहां मानक समय मिला है तो अब आप इसे प्रति घंटे कंट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं प्रति घंटे कितना कंट्रीब्यूशन है 35 रुपए उत्पाद ए के मामले में प्रति घंटे कंट्रीब्यूशन 35 रुपए है यह रुपये 35 रुपये है और यह कितना है यहां उपलब्ध योगदान 29 रुपये प्रति घंटा है इसलिए यह प्रति घंटे 35 रुपये 29 रुपये का योगदान है इसलिए अब हमें उत्पाद ए और बी के निर्माण के संबंध में निर्णय लेने के लिए सभी जानकारी मिल गई है अगर समय सीमित कारक है हमने परिवर्तनीय लागत की गणना की है जो 30 और 23 है जो आपको पहले से ही विक्रय मूल्य मिल गया है जो कि 100 और 110 है हमें कंट्रीब्यूशन मिला है जो 70 और 87 है और फिर हमें मानक समय मिल गया है जो कि 2 घंटे का है और फिर 3 घंटा सही इसलिए हमारे साथ उपलब्ध प्रति घंटे का कंट्रीब्यूशन 35 रुपये प्रति यूनिट और 29 रुपये प्रति यूनिट है अब क्या आप कैसे निर्णय ले सकते हैं जो उत्पाद हमें उच्च योगदान दे रहा है पहले निर्मित किया जाना है और समय सीमित होने का कारक है राशि का कम होना उत्पाद A के लिए सबसे अच्छा उपयोग करना है यदि शेष कोई समय है तो इसका उपयोग उत्पाद B के लिए किया जा सकता है अन्यथा उत्पाद B के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है या आपको उत्पाद A के निर्माण के बाद ही शेष समय का उपयोग करना चाहिए यदि कुछ समय शेष है और संयंत्र काम कर सकते हैं लोग काम कर सकते हैं और उत्पादन हो सकता है तो निश्चित रूप से हमें उत्पाद बी के लिए जाना चाहिए क्योंकि उनका योगदान इकाई के लिए 6 रुपये से कम है इसलिए इसका मतलब है कि समय सीमित कारक पहले उत्पाद ए का उपयोग किया जाना चाहिए और फिर बचे हुए समय का उपयोग उत्पाद बी के लिए किया जाना चाहिए तो यह है कि हम कैसे इस मुख्य या सीमित कारक के संबंध में निर्णय ले सकते हैं और फिर यह तय करने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए और सीमित कारकों के संबंध में निर्णय कैसे लेना चाहिए इसलिए अब तक हमने विभिन्न समस्या पर चर्चा की और एक अलग स्थिति में निर्णय लेने के लिए सीखने की कोशिश की पहली समस्या सामान्य रूप से थी जहां हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पी वी अनुपात की गणना कैसे करें ब्रेक ईवन बिंदु की गणना कैसे करें बिक्री की एक राशि के लिए लाभ की गणना कैसे करें फिर बिक्री और 20000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक लाभ और फिर सुरक्षा मार्जिन इसलिए लाभ की मात्रा ब्रेक ईवन पॉइंट लाभ की एक निश्चित राशि पर लाभ की ये अलग अवधारणा क्या हैं जब बिक्री बहुत अधिक हो या लाभ की आवश्यक राशि पर बिक्री और मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी सभी जानकारी हमें दी गई हो और हमने सीखा है कि इन अलग अलग अवधारणाओं की गणना कैसे करें अगली बात क्या हमें लाभ योजना के बारे में पता है अगर आप उत्पाद की लाभप्रदता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि अलग अलग स्थिति में किस स्थिति में कम मांग बाजार में उच्च मांग की स्थिति में बाजार में हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए और किस उत्पाद का निर्माण किया जाना चाहिए और इसका मतलब यह होना चाहिए कि उस उत्पाद का उत्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए फिर हमने एक और समस्या की जो विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में है और हमने जो उत्पाद देखा है उनकी उच्चतम पी वी दर है उन्हें निर्मित किया जाना चाहिए या उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए या हमें उनका निर्माण जारी रखना चाहिए और फिर हमने एक और समस्या की है जो विदेशी खरीदार से आदेश को स्वीकार या अस्वीकार कर रहा है कि एक समय में हमें कुछ खरीदारों से आदेश प्राप्त होता है जो हमारे नियमित ग्राहक नहीं हैं जो हमारे स्थानीय बाजार से भी नहीं हैं अगर हम बाजार में उन ग्राहकों का निर्माण और सेवा कर सकते हैं चाहे हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं और अगर हमें यह करना चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए निर्णय लेने या खरीदने के मामले में हमने सीखा कि यदि आप तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए कुछ घटक का उपयोग करना चाहते हैं और हमें इस विकल्प के बीच निर्णय लेना है कि क्या उस घटक को इन हाउस निर्मित किया जाना चाहिए या एक तैयार के रूप में बाजार से ख़रीदा जाना चाहिए फिर हमें निर्णय लेना है और उस निर्णय को कैसे लिया जा सकता है इसलिए यह एक और निर्णय है और हम सीमांत लागत की इस तकनीक की सहायता से लेना सीखते हैं जो कि महत्वपूर्ण या सीमित कारक है महत्वपूर्ण या सीमित कारक कि यदि कुछ इनपुट राशि में कम है या यह प्रमुख कारक है जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है लेकिन यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है यदि यह उपलब्ध नहीं है तो क्या आपको इसे प्रमुख कारक कह सकते है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इसे सीमित कारक कहते हैं क्योंकि इस इनपुट के बिना उत्पादन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं और इनमें से कोई भी सीमित कारक हो सकता है सामग्री सीमित कारक हो सकती है वह समय सीमित कारक या कोई भी हो सकता है अन्य इनपुट सीमित कारक हो सकता है इसलिए यदि कुछ कारक एक सीमित कारक है तो आप उस मामले में उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं जो आप कर सकते हैं और सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं और फिर आपको प्रति यूनिट कंट्रीब्यूशन का उपयोग करना होगा और फिर निर्णय को सही लेना होगा तो इन 5 6 स्थितियों को हम देखने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न स्थितियों में निर्णय कैसे लिया जा सकता है और अंत में आप समझ सकते हैं कि सीमांत लागत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे आप कुल लागत को परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत में विभाजित करते हैं और फिर पहले और हम परिवर्तनीय लागत को कवर करने का प्रयास करते हैं हम योगदान पर पहुंचे और फिर हम निर्धारित लागत का प्रयास करते हैं और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस उत्पाद से या उस व्यवसाय से लाभ उपलब्ध है या नहीं और यह एक अस्थायी घटना हो सकती है लेकिन यदि यह एक अस्थायी घटना है लेकिन इसमें एक योगदान उपलब्ध है या कम से कम आपकी परिवर्तनीय लागत विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें इस उम्मीद में बाजार में बने रहना चाहिए कि आने वाले समय में स्थिति में सुधार होगा चीजें बदल जाएंगी फर्म का पक्ष और निश्चित लागत जिसे हम वर्तमान में बाजार से पुनर्प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं आने वाले समय में पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा क्योंकि कीमत को संशोधित किया जाएगा और इसे अपडेट किया जाएगा और फिर हम कुछ लाभ भी अर्जित कर पाएंगे तब हम सीमांत लागत की इस अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं सीमांत लागत की इस अवधारणा के बाद अब हमने लागत शीट तैयार करके अवशोषण लागत की अवधारणा पर चर्चा की है तो हम बजट मास्टर बजट लचीले बजट की अवधारणा पर चर्चा करते हैं कि वे प्रबंधन निर्णय लेने में कैसे उपयोगी हो सकते हैं तब हम मानक लागत के बारे में जानेंगे कि मानक लागत प्रबंधन निर्णय लेने की सुविधा में कैसे मदद कर सकती है तब हमने सीमांत लागत के बारे में सीखा कि बाजार में किस तरह की स्थिति में सीमांत लागत की अवधारणा हो सकती है इस्तेमाल किया है कि हम के बारे में सीखा है और इस सीमांत लागत के बाद मैं अब आपके साथ अगली तकनीक पर चर्चा करुंगा वह एबीसी गतिविधि आधारित लागत है गतिविधि आधारित लागत जिस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे और गतिविधि आधारित लागत कुल लागत प्रणाली के अवशोषण का वास्तविक विकल्प है जहां हम लागत परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत दोनों घटकों को ध्यान में रखते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं यह पता लगाने के लिए कि उत्पादन की कुल लागत को कैसे कम किया जाए लाभप्रदता कैसे बढ़ाई जाए और लागत को कैसे नियंत्रण में रखा जाए उत्पाद की ओवरकॉस्टिंग उत्पाद की अंडरकॉस्टिंग और कई बार मैंने आपको बताई समस्याएं हैं कि यदि उत्पाद की लागत दोषपूर्ण है तो उत्पाद की लागत की गणना करने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है तो आप उत्पाद का मूल्य निर्धारण कैसे कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि अवशोषण लागत उत्पादों की ओवरकोस्टिंग या अंडरस्टॉस्टिंग की समस्या पैदा करती है और मानक लागत या सीमांत लागत अवशोषण लागत का सही विकल्प नहीं है क्योंकि अंततः आपको परिवर्तनीय लागत भी वसूल करनी होती है आपको निर्धारित लागत की वसूली भी करनी होती है तो कैसे ठीक किया जाए अगर अवशोषण लागत की सीमाएं हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास एबीसी एक्टिविटी आधारित लागत में वास्तविक और वास्तविक विकल्प है और हम एबीसी या गतिविधि आधारित लागत का उपयोग कैसे कर सकते हैं और हम एबीसी के साथ अवशोषण लागत को कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि सभी मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा